नमस्कार और सेल टॉवर एंटीना रेडिएशन खतरों और समाधान पर आज के लेक्चर में आपका स्वागत है पिछले लेक्चर में मैंने वास्तव में भारत में विभिन्न RF स्रोतों के बारे में बात की थी और तब हमने सेल फोन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में बात की थी अब आइए देखें कि सेल टॉवर से रेडिएशन के खतरे क्या हैं और संभावित समाधान क्या हैं अब भारत में हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास एक CDMA टेक्नोलॉजी है GSM 900 1800 फिर 3G 4G और अब हमारे पास वाई फाई है लगभग आप हर जगह कह सकते हैं वाई फाई स्कूलों और कॉलेजों हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों पर मौजूद है और वाई फाई सक्षम शहर बनाने के लिए एक प्रस्ताव है और यह विशेष फ्रीक्वेंसी बस आपको 2400 से 2500 बताने के लिए है उसका केंद्र 2450 MHz माइक्रोवेव ओवन में उपयोग किया जाता है और आप जानते हैं कि आप माइक्रोवेव ओवन में खाना कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं बेशक वह पावर बहुत अधिक है और वाई फाई रेडिएशन पावर बहुत कम है लेकिन फिर भी हम यह भी जानते हैं कि एनर्जी पावर गुना समय होता है इसलिए अगर मैं पावर को 1000 गुना कम कर देता हूं तो लिया गया समय 1000 गुना अधिक होगा इसी तरह अगर मैं पावर को 10000 या 20000 गुना कम कर दूं तो इसी तरह से लिया गया समय अधिक होगा लेकिन आप वास्तव में इस बारे में सोच सकते हैं कि एक विशेष दिन में हम 60 मिनट में 24 घंटे से गुणा करते हैं आप एक वर्ष में 365 गुणा करते हैं और आप देख सकते हैं कि कितने मिनट जमा होते हैं और फिर आप वाई फाई की पावर की तुलना कर सकते हैं जो कि आमतौर पर माइक्रोवेव ओवन की पावर की तुलना में 01 W के क्रम की होती है जो लगभग 500 W की पावर है वास्तव में मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कृपया इस वेबसाइट को देखें httpwifiinschoolscom वास्तव में यह वेबसाइट जनता को समर्पित है यह महसूस करने में मदद करने के लिए कि वायरलेस इंटरनेट या वाई फाई या सेल फोन या सेल टॉवर या किसी भी RF रेडिएशन के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जैसे कि DNA को नुकसान कैंसर और बांझपन इसलिए बस आपको कुछ चीज़ों के चित्र दिखाने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि विभिन्न एंटेना आरोहित हैं आप यहां देख सकते हैं कि ये इमारत के ऊपर लगे हैं यहाँ ये इमारत के किनारे लगे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंटीना के दो मुख्य प्रकार हैं यहाँ ये सर्कुलर हैं ये वास्तव में गोलाकार डिश एंटीना हैं और वास्तव में ये बहुत हाई पावर ट्रांसमिट नहीं होते हैं वास्तव में ज्यादातर समय वे लगभग 1 W पावर ट्रांसमिट करते हैं और वे वास्तव में पैकेट ट्रांसमिशन के लिए होते हैं इसलिए हालांकि मूल रूप से वे मोबाइल फोन के साथ कम्यूनिकेट नहीं करते हैं वे प्रत्येक डिश के साथ कम्यूनिकेट करते हैं जो दूसरे डिश के साथ कम्यूनिकेट कर रहे हैं और वास्तव में वे नहीं चाहते कि कोई भी इंसान बीच में आए ताकि कम्युनिकेशन टूटे नहीं हालांकि अगर कोई पक्षी उस विशेष क्षेत्र में उड़ान भरता है तो वह प्रभावित होगा तो यह वास्तव में ये वर्टिकल है जो वास्तव में मोबाइल फोन के साथ कम्यूनिकेट करते हैं और मैंने इनको बहुत ही सरल नाम दिया है इनको मैंने ट्यूबलाइट वर्टिकल ट्यूबलाइट के रूप में नाम दिया है मैं उन्हें ट्यूबलाइट क्यों कहता हूं क्योंकि जब आप ट्यूबलाइट चालू करते हैं तो इसे चालू करने में समय लगता है इसी तरह हमारा मानव मस्तिष्क जो माइक्रोवेव नहीं देख सकता है जो माइक्रोवेव नहीं सुन सकता है जो माइक्रोवेव को गंध नहीं दे सकता है इसलिए हम यह भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं इन माइक्रोवेव रेडिएशन से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरे क्या हैं इसलिए भारत में हम इन विशेष एंटेना को 2G और 3G के लिए 20 W की पावर ट्रांसमिट करने की अनुमति देते हैं और हम उन्हें 4G के लिए 40 W की पावर ट्रांसमिट करने की अनुमति देते हैं तो आइए देखें कि इन एंटीना का विशिष्ट रेडिएशन पैटर्न क्या है तो निश्चित रूप से एंटीना का एक रेडिएशन पैटर्न एक 3 डायमेंशनल चीज है लेकिन चीजों को थोड़ा सरल बनाने के लिए हम वास्तव में दो प्लेन में विभाजित हो गए हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टीकल प्लेन तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में बीम चौड़ा है तो अगर आपको लगता है कि मैं वह एंटीना हूं तो बीम कवरेज व्यापक होगी तो इस क्षेत्र के सभी लोगों को अधिक रेडिएशन प्राप्त होगा और मेरे पीछे या इस तरफ के लोगों को कम रेडिएशन प्राप्त होगा लेकिन वर्टीकल में आप देख सकते हैं कि अधिकतम रेडिएशन आगे की दिशा में है तो उस विशेष दिशा में रहने वाले लोगों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक रेडिएशन प्राप्त होगा अब इसके बगल में एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है हालांकि एक और घटना है जो पावर डेंसिटी है 1R2 द्वारा भिन्न होता है जहां R टॉवर से दूरी है तो इसका मतलब है हमें बताएं कि अगर यहां एक टॉवर है और आप इस दूरी पर हैं और अगर यह दूरी 10 गुना बढ़ जाती है तो क्या होगा पावर 100 गुना कम हो जाएगी इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे आप दूर जाते हैं रेडिएशन की तीव्रता कम होती जाती है हालाँकि यह मैंने जर्मन वेबसाइट से लिया है और उन्होंने जो लिखा है 50 से 300 मीटर के दायरे में रहने वाले लोग उच्च रेडिएशन क्षेत्र में होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बुरे प्रभाव से ग्रस्त होते हैं और अगर आप भारत में देखते हैं तो लोग टॉवर से 10 मीटर या 20 मीटर की दूरी पर भी रह रहे हैं तो 50 मीटर से कम दूरी पर रहने वाले लोग बेहद उच्च रेडिएशन क्षेत्र में हैं इसलिए वास्तव में यह उस मामले में से एक है जो लगभग 4 साल पहले मुंबई क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो गया था तो क्या हुआ था इस विशेष उषा किरण बिल्डिंग में 4 साल पहले 6 वीं मंजिल 7 वीं मंजिल 8 वीं मंजिल पर चार कैंसर के मामले सामने आए थे और उन्हें वास्तव में पता चला कि विपरीत इमारत में कई टावर लगाए गए थे और टावरों पर ये सभी एंटेना ट्रांसमिट कर रहे थे और यह मुख्य बीम में था और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह 7 वीं मंजिल पर स्थापित है तो 7 वीं मंजिल से जहां अधिकतम रेडिएशन 6 7 8 मंजिल की ओर जाएगा अब जब ये लोग सेलुलर ऑपरेटर के साथ टॉवर को हटाने के लिए उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे चार कैंसर के मामले वास्तव में छह कैंसर के मामले बन गए और आप देख सकते हैं कि ये लगभग लगातार मंजिल में हैं तो मूल रूप से क्यों क्योंकि यह वास्तव में मुख्य बीम के अग्रणी और पीछे की ओर बोल रहा है इसलिए निश्चित रूप से कई वर्षों की लड़ाई के बाद वे अंततः टावरों को हटाने में सक्षम थे अब यह जानने के लिए कि भारत और विदेश में क्या मानक हैं अब मैं केवल यह उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत ने ICNIRP दिशानिर्देश को अपनाया था बस आपको यह बताने के लिए कि ICNIRP क्या है ICNIRP अंतर्राष्ट्रीय आयोग है जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन संरक्षण के लिए है और लोगों को लगता है कि यह WHO के समान एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो वास्तव में पूरी दुनिया के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा है यह सच नहीं है ICNIRP और कुछ नहीं एक NGO है जो वास्तव में डॉक्टर माइकल रेपाचोली द्वारा बनाया गया था और अगर आप बस उसके बारे में Google खोज करते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारी वेबसाइटें दावा करती हैं और कहती हैं कि वह हमेशा से एक उद्योग व्यक्ति थे इसलिए ICNIRP गाइडलाइन में जो भी चीजें हैं वे मूल रूप से उद्योग के अनुकूल हैं हालांकि अभी भी कुछ दिलचस्प चीजें हैं ICNIRP गाइडलाइन खुद कहती है कि ये गाइडलाइन केवल शॉर्ट टर्म एक्सपोज़र के लिए हैं न कि लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र के लिए और वास्तव में GSM 900 के लिए 4500 मिली वाट प्रति मीटर वर्ग की यह गाइडलाइन केवल 6 मिनट प्रति दिन के लिए वैध है लेकिन भारत में हमने इस विशेष गाइडलाइन को 24 घंटे एक दिन के लिए अपनाया मेरा मतलब है आप जरा सोचें कि आप सिर्फ माइक्रोवेव ओवन में खाना डालें 1 मिनट या 100 मिनट के लिए उस स्थिति में क्या होगा खाना पूरी तरह से जला होगा अब मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ इसलिए 1995 में भारत की तकनीक आई तब बिल्कुल गाइडलाइन नहीं थे इसलिए 2008 में उन्होंने ICNIRP गाइडलाइन का पालन किया और फिर वे श्वेत पत्र लेकर आए जहाँ उन्होंने उल्लेख किया कि वे इसे देखने जा रहे हैं और 2010 में मुंबई से दिल्ली तक की मेरी यात्रा शुरू हुई तो बस आपको यह बताने के लिए 2010 से 2014 के बीच मैंने दिल्ली की 30 से अधिक यात्राएं कीं मैं TRAI के लोगों TEC के लोगों DOT के लोगों से मिला मैंने इंटर मिनिस्टरी कमिटी में प्रेजेंटेशन दीं जिसमें DOT के लोग स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग साथ ही पर्यावरण मंत्रालय शामिल थे और फिर मैंने दिसंबर 2010 में अपनी रिपोर्ट DOT सचिव को सौंप दी थी और फिर जनवरी 2011 में IMC की रिपोर्ट आई उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बहुत कुछ बताया लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह निर्णायक नहीं है और उन्होंने सिफारिश की ICNIRP मानदंड का दसवां हिस्सा अपनाया जाना चाहिए और फिर 1 सितंबर 2012 में ICNIRP मानदंड का दसवां हिस्सा भारत में शामिल किया गया हालांकि फिर से अगर यह प्रति दिन केवल 6 मिनट के लिए वैध है तो इसका दसवां हिस्सा केवल 60 मिनट प्रति दिन के लिए मान्य है जिसका वास्तव में प्रति दिन 1 घंटे का मतलब है जबकि सेल टॉवर के बगल में रहने वाले लोग रेडिएशन 24 घंटे एक दिन के संपर्क में हैं इसलिए वास्तव में भारत ने वास्तव में 24 घंटे के लिए बहुत उच्च रेडिएशन को अपनाया है यदि आप अभी देखते हैं तो इनमें से अधिकांश चीजें 450 से नीचे हैं उनमें से अधिकांश को छोड़कर अगर आप यहां देखें 3000 और 3000 USA द्वारा लागू किया गया है और अधिकांश समय सेलुलर ऑपरेटर्स वास्तव में उद्धृत करते हैं कि ओह USA ने 3000 को अपनाया है लेकिन हम यह भी जानते हैं कि वे स्वास्थ्य के खतरे के बारे में बहुत विशेष हैं इसलिए मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि आप वास्तव में USA FCC गाइडलाइन OTE 56 पृष्ठ संख्या 21 को देखते हैं और इसका एक पैराग्राफ है जहां यह वास्तव में लिखा गया है कि वे ग्रामीण या राजमार्गों में हाई पावर ट्रांसमिट की अनुमति देते हैं शहरी क्षेत्र में वे केवल 05 से 1 W की पावर की अनुमति देते हैं इसलिए भारत में हम उन्हें 20 W की पावर ट्रांसमिट करने की अनुमति देते हैं और 4G के लिए हम उन्हें 40 W की पावर की अनुमति देते हैं और यही कारण है कि भारत में लोग अन्य देशों के समकक्षों की तुलना में बहुत तेजी से स्वास्थ्य समस्याओं का विकास कर रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ ३ मार्च २०१२ को ऑस्ट्रियाई मेडिकल एसोसिएशन को अपनाए जाने का उल्लेख करना चाहता हूं और देखें कि वे क्या कह रहे हैं ICNIRP की सिफारिश के बावजूद इसलिए वे यह भी जानते हैं ICNIRP सिफारिशें क्या हैं ICNIRP जर्मनी में है और वे वियना ऑस्ट्रिया में हैं इसलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और देखते हैं उनके गाइडलाइन क्या हैं और वे प्रति दिन चार घंटे से अधिक समय तक नियमित रूप से संपर्क करने की बात कर रहे हैं इसलिए यदि आप प्रति दिन चार घंटे से अधिक समय तक संपर्क में रहते हैं तो भी 1 mW प्रति मीटर वर्ग सामान्य से बहुत अधिक है और भारत में हमारे पास 450 mWm2 हैं 24 घंटे के लिए इसलिए आप देख सकते हैं कि हम वस्तुतः बोल रहे हैं रेडिएशन टाइम बम पर बैठा है जो आने वाले समय में भारत में कहर पैदा करने वाला है तो बस आपको यह बताने के लिए कि हमने रेडिएशन माप हजार से अधिक स्थानों पर किया है और कुछ मामलों को यहाँ इस विशेष स्थान पर उजागर करने के लिए हमने रेडिएशन माप किया था और आप देख सकते हैं कि यह मान केवल 177 mWm2 हैं और इस महिला ने 1 वर्ष के भीतर कैंसर का विकास किया वास्तव में बाद में हमने अपनी टीम को उस उषा किरण बिल्डिंग भेजा था जहाँ उन्होंने कई कैंसर के मामलों की रिपोर्ट दी थी और हमने रेडिएशन स्तर 5 से 10 mWm2 के बीच पाया और उन्होंने लगभग 2 से 4 वर्षों में इन गंभीर स्वास्थ्य खतरों को विकसित करना शुरू कर दिया अब कैंसर के अलावा वास्तव में कैंसर अंतिम चरण है इससे पहले कि बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और मैं आपका ध्यान यहां लाना चाहता हूं तो यह पावर डेंसिटी है जो mW m2 है और सिर्फ इसे ही देखते हैं तो 1 mW m2 अगर आप यहाँ देखें तो ये सभी लाल गंभीर स्वास्थ्य समस्या हैं तो आप वास्तव में यहां देख सकते हैं कि यह वास्तव में यहां उल्लेख कर रहा है कि सेल की वृद्धि में कमी आई है और दूसरी चीज जिसे आप यहां 2 या 3 के स्तर पर देख सकते हैं ये बचपन के ल्यूकेमिया को जन्म दे रहे हैं लेकिन वास्तव में समस्या की शुरुआत भी इतने निचले स्तर पर होती है जिसका अर्थ वास्तव में नींद की बीमारी थकान कमजोरी और दर्द है और मुझे यकीन है कि लोग इस प्रकार की समस्याओं के साथ नहीं रहना चाहते हैं अब सबसे आम शिकायतें क्या हैं तो चलिए हम यहाँ पर पहले कॉलम को देखते हैं इससे नींद में खलल सिरदर्द एकाग्रता की समस्या भूलने की बीमारी डिप्रेशन जैसी थकान होती है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत अब पूरी दुनिया की राजधानी बन रहा है जब वह डिप्रेशन पर आते है हमारे पास कई करोड़ लोग हैं जो आज डिप्रेस्ड हैं इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ सेल फोन और सेल टॉवर या माइक्रोवेव रेडिएशन से संबंधित है लेकिन यह निश्चित रूप से डिप्रेशन का कारण बनने में से एक है और अगर आप इस स्वास्थ्य समस्या के साथ जाते हैं तो अधिकांश समय डॉक्टर बताएंगे कि आपके पास बहुत अधिक तनाव और बहुत अधिक थकान है और आप सामान्य रूप से सहमत होंगे हाँ मुझे बहुत अधिक तनाव या बहुत अधिक थकान है और आप कोई भी एहतियात नहीं ले सकते लेकिन अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो अब चीजें गंभीर हो जाती हैं आपको चक्कर आने की समस्या हृदय की समस्या हो सकती है खासकर अगर आप अपनी शर्ट की जेब में सेल फोन को दिल के पास रखते हैं तो दृश्य विकार की समस्या भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है वास्तव में वहाँ कई कारण हैं मान लें कि आपके पास एक सेल फोन है और आप वास्तव में गेम खेल रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं और बता दें कि यह अभी भी प्रति मिनट एक या दो पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है इसलिए सबसे पहले जब आप इसे देख रहे हैं तो यह एक बहुत छोटा स्क्रीन है अक्षर जो बहुत छोटा है आप वास्तव में बोल रहे हैं कि आपकी पलकें ज्यादा नहीं झपक रही हैं और निश्चित रूप से उस स्थिति में उस पर एक तनाव है लेकिन इसके अलावा यह एक रेडिएशन चल रहा है तो वास्तव में वह रेडिएशन आपकी ओर आ रहा है तो आपकी आँखें सूख रही हैं आपकी पलकें सूख जा रही हैं और इसी तरह यह दृश्य विकार की समस्या का कारण बन रहा है तो फिर से कार्डियोवस्कुलर समस्या अगर आप सेल टॉवर के बगल में रहते हैं या अगर आप अपनी शर्ट की जेब के बगल में सेल फोन का उपयोग करते हैं तो सिर के पलटे में गूंजता है अगर आप इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो चीजें और भी गंभीर नहीं हो जाती हैं तो ये अल्जाइमर रोग पार्किंसंस Parkinson's रोग हैं वास्तव में भारत में ये बीमारियां रैखिक रूप से बढ़ रही हैं प्रतिरक्षा प्रणाली में गिरावट आई है मैंने पहले ही कान की क्षति अपरिवर्तनीय बांझपन के बारे में बात की है वास्तव में यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है जो पैंट की जेब में सेल फोन रख रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है वह प्रभावित हो रहा है और यह सभी पुरुषों के लिए दोनों लिंगों को प्रभावित कर रहा है यह उनके शुक्राणु की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करता है और सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए यह अंडाशय में अंडे को प्रभावित करता है तो दोनों बांझ हो रहे हैं वास्तव में कुछ साल पहले मुंबई में रिपोर्ट आई थी कि 46 योग्य दंपति गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं हैं और वास्तव में आज IVF सबसे बड़े उद्योग में से एक है और इतने सारे लोग जा रहे हैं और निश्चित रूप से यह IVF लोगों के लिए एक जोरदार व्यवसाय है और दुसरी तरफ बस यह उल्लेख करने के लिए कि 3G पर आईडिया का एक विज्ञापन था फिल्म स्टार में से एक ने विज्ञापन दिया था और यह विज्ञापन भारत की तरह व्यस्त था जो अबादी नहीं था और वास्तव में मैं आपको बताऊंगा कि यह पूरी तरह से एक सच्चा विज्ञापन है शिवाय इसके कि बीच में एक लाइन गायब है भारत व्यस्त है वे बांझ हो जाते हैं और इसलिए अबादी नहीं है और मैं शायद यह अनुमान लगा सकता हूं कि भारत चीन से आगे निकलने में सक्षम नहीं हो सकता है जहां तक आबादी का संबंध है क्योंकि स्वास्थ्य समस्या के कारण बहुत से लोग मरने जा रहे हैं और कई बच्चे बांझपन के मुद्दों के कारण पैदा नहीं होंगे तो ज़ाहिर है त्वचा पर प्रभाव डीएनए की क्षति और कैंसर के खतरे में वृद्धि तो आइए हम इसे यहाँ देखें तो प्रोफेसर हेनरी लाइ ने कुछ पेपर प्रकाशित किए थे तो बस आपको बताने के लिए इसलिए यह DNA का एक बंडल है और अगर DNA का यह बंडल एक्स रे के संपर्क में है तो आप देख सकते हैं कि DNA का टूटना बहुत स्पष्ट है क्योंकि एक्स रे में बहुत अधिक एनर्जी होती है यहां एनर्जी सूत्र जो कि E hf का उपयोग किया जा रहा है h प्लैंक कांस्टेंट है f फ्रीक्वेंसी है तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए इसमें हाई एनर्जी होती है और यह बंधन को तोड़ सकता है अब माइक्रोवेव में उस विशेष सूत्र E h f के कारण पर्याप्त एनर्जी नहीं है हालांकि लंबे समय तक उपयोग वास्तव में एक DNA क्षति कर सकता है और यह कि DNA की क्षति विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार है वास्तव में जब DNA की क्षति DNA मरम्मत की दर से अधिक होती है क्योंकि मानव शरीर में DNA की मरम्मत करने के लिए तंत्र होता है लेकिन अगर क्षति DNA से अधिक है तो म्यूटेशन को बनाए रखने और कैंसर की शुरुआत करने की संभावना है इसलिए भले ही आप स्वास्थ्य समस्या का विकास न करें लेकिन आपके बच्चे स्वास्थ्य समस्या का विकास कर सकते हैं इसलिए मैं अभी आप सभी लोगों के सामने इस बायो इनिशिएटिव रिपोर्ट को लाना चाहता हूं तो वहाँ दो बायो इनिशिएटिव रिपोर्ट हैं एक 2007 है जिसमें 2000 पेपर का संदर्भ दिया गया है दूसरा 2012 में आया है जिसमें 1800 पेपर का संदर्भ दिया गया है तो कुल 3800 वैज्ञानिक पेपर हैं ये 1000 वैज्ञानिकों ने लिखे हैं और ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संभावित जर्नल में प्रकाशित होते हैं जिनकी समीक्षा की जाती है और आप इसका विवरण देख सकते हैं आप बस कह सकते हैं httpsbioinitiativeorg आप ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं वास्तव में उन्होंने निष्कर्ष भी दिया है आप पढ़ सकते हैं और एक सूचित निर्णय ले सकते हैं लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर ४००० पेपर हैं जो कहते हैं कि बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो लगभग २५००० पेपर हैं जो कहते हैं कि कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है और वास्तव में इंटरनेट पर आप पा सकते हैं कि उन 25000 पेपर में से 70 से अधिक पेपर को उद्योग द्वारा फंडिंग दी जाती हैं लेकिन अभी भी 30 एक बड़ी संख्या है इसलिए मैं वास्तव में उन पेपर के माध्यम से गया और आपको आश्चर्य होगा कि वास्तव में एक पेपर है जो कहता है कि या इस व्यक्ति ने 15 मिनट के लिए सेल फोन का उपयोग किया और यह कि परीक्षण से पहले और उपयोग के बाद कोई श्रवण समस्या नहीं थी 15 मिनट में अगर लोगों को सुनने की समस्या विकसित हो जाती तो अब तक पूरी दुनिया बहरी हो चुकी होती तो आप जानते हैं कि एक्सपोज़र बहुत छोटी अवधि का था इसी तरह कई प्रयोग हैं जो उन्होंने चूहों पर किए हैं लेकिन वे क्या करते हैं वे चूहे को केवल 30 दिनों के लिए प्रति दिन एक घंटा एक्सपोज़ करते हैं और फिर वे कहेंगे कि कोई स्वास्थ्य खतरा नहीं है या कोई निर्णायक बात नहीं है वास्तव में हमने ऐसे प्रयोग भी किए हैं जहाँ हम चूहे को 45 दिनों के लिए प्रतिदिन 4 घंटे एक्सपोज़ करते हैं और हमें जैविक भौतिक और रसायन में 20 से 40 परिवर्तन का पता चला इसलिए वे परिवर्तन वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं इसलिए मैं आपको दुनिया भर में ले चलता हूँ तो आप दुनिया भर की अच्छी तस्वीरें देख सकते हैं लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं विभिन्न देशों में स्वास्थ्य संबंधी खतरे क्या हैं तो यह ऑस्ट्रिया साल्ज़बर्ग की रिपोर्ट है और जो आप यहाँ देख रहे हैं कि कैंसर होने के विषम अनुपात है और यह यहाँ 1000 माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर से अधिक दिखाता है जो वास्तव में 1 mWm2 बराबर है अब आप वहां देखते हैं टॉवर 84 में बनाया गया था 2011 में अपडेट किए गए इसलिए यह लगभग 27 साल है लेकिन बस प्रभाव देखें विषम अनुपात में 8 गुना वृद्धि अब यह नैला जर्मनी टॉवर में 1993 में बनाया गया अध्ययन है इसलिए 5 साल बाद उन्हें पता चला कि विषम अनुपात का जोखिम लगभग 11 है अब 1 सामान्य है 11 बिल्कुल निर्णायक नहीं है 10 साल बाद उन्हें पता चला कि यह लगभग 32 गुना है इसलिए आप वास्तव में देख सकते हैं कि जोखिम उन लोगों के लिए 10 साल के बाद बहुत अधिक है जो विशेष रूप से सेलुलर टावरों के बगल में रह रहे हैं यह ब्राजील की रिपोर्ट है कि 4924 में से 80 पीड़ित सेल फोन एंटेना से 500 मीटर के भीतर थे अब मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि यह नौसेना चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वास्तव में इस रिपोर्ट को 1971 में रिपोर्ट किया गया था लेकिन इसे वर्गीकृत किया गया था इसे केवल 2017 में ही अस्वीकृत कर दिया गया था और वास्तव में इसने 2000 से अधिक संदर्भ दिए हैं और उन्होंने वास्तव में A B C D और Q तक श्रेणियां दी हैं वास्तव में मैंने इन श्रेणियों में बीमारी को गिना और उन्होंने लगभग 130 प्रकार के स्वास्थ्य खतरों का उल्लेख किया है और ये पूरे शरीर के मस्तिष्क आंखों सिर रक्त हृदय बांझपन बालों के झड़ने उत्परिवर्तन और इतने पर प्रभाव डालते हैं ये मुंबई में दर्ज किए गए मामले हैं तो आप देख सकते हैं कि कैंसर का सेल फोन टावर पारसी कॉलोनी में खलबली और 3 साल में 6 कैंसर के मामले हैं ये हैं जयपुर की रिपोर्ट एक क्षेत्र में 7 कैंसर के मामले दूसरे क्षेत्र में 6 कैंसर के मामले वास्तव में सेलुलर टॉवर के आसपास के क्षेत्र में कैंसर क्लस्टर के मामले हैं वास्तव में हमने अपनी टीम को जयपुर भेजा और उन्होंने रेडिएशन स्तर 10 से 50 mWm2 के बीच मापा बेशक वे 450 mWm2 की सीमा के भीतर हैं और यही मैं बता रहा हूं कि उन चीजों को बदलना होगा अब मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि 25000 ब्रेन ट्यूमर सिर्फ दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बताए गए हैं और जो उन्होंने लिखा है कि प्रति 1 लाख आबादी पर लगभग 7 मामले हैं और फिर से डॉक्टरों ने उल्लेख किया है कि मोबाइल फोन के भारी उपयोग से ग्लियोमा का खतरा भी बढ़ जाता है निश्चित रूप से यह कहना है कि कई लोगों के साथ लगातार सिरदर्द होते हैं अब सेल टॉवर रेडिएशन न केवल मानव को प्रभावित करता है यह एक पक्षी को भी प्रभावित करता है इसलिए सेलुलर ऑपरेटरों के निकट क्षेत्र में उड़ने वाले पक्षी प्रभावित हो रहे हैं और यही कारण है कि अधिकांश महानगरों में गौरैया की आबादी गायब हो रही है अब ज़ाहिर है यह जानवरों को भी प्रभावित करता है वास्तव में डेयरी गायों को विशेष रूप से सूचित किया गया है जब सेलर एंटीना करीब के छेत्र में है तो उन्होंने रिपोर्ट किया है कि दूध का उत्पादन कम है वास्तव में इन दिनों कुत्तों के लिए भी कई कैंसर के मामले सामने आए हैं अब यह पौधों को भी प्रभावित करता है वास्तव में बस इसके बारे में सोचें कि टॉवर यहां स्थिर है और पेड़ यहां स्थिर है तो यह निरंतर रेडिएशन बमबारी है और इन फलों के पेड़ों में पानी कांपना शुरू हो जाता है और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके आकार छोटे होने लगते हैं और फल कड़वा हो जाते हैं और उपज भी कम होने लगती है वास्तव में यह बात मैं इस विशेष स्थान पर गया था कि गुड़गांव दिल्ली टोल नाका के पास यहां 4 सेल टॉवर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और मालिक वास्तव में उल्लेख करते हैं कि स्थापना के लगभग 25 वर्ष में नींबू की पैदावार वास्तव में 100 से घटकर 5 से कम हो गई है वास्तव में इन सभी बातों से चिंतित पर्यावरण मंत्रालय ने भी १० लोगों की एक समिति बनाई थी और उन्होंने वास्तव में नवंबर २०११ में रिपोर्ट सौंपी थी और ये सभी चीजें वास्तव में दिखाती हैं कि वे स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं अब वास्तव में अब वैज्ञानिक WHO के बाद हैं और वे उन्हें RF क्षेत्र को क्लास 2A या क्लास 1 के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कह रहे हैं तो कम करने के उपाय क्या हैं इसलिए जहां तक सेल फोन हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या सावधानी बरतनी चाहिए अब जहाँ तक सेलुलर टावरों से रेडिएशन का संबंध है हम सभी को एकजुट होकर DOT के मानदंड को तुरंत 10 mWm2 कम करने के लिए यकीन दिलाना होगा आपको बता दें कि यह सुरक्षित नहीं है यह सिर्फ एक कदम है जिसके बीच में तुरंत एक बहुत ही सरल तरीके से लागू किया जा सकता है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में 20 W आउटपुट पावर के बजाय उन्हें 1 से 2 W की पावर से अधिक ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए इसलिए वे या तो पावर एम्पलीफायर को कम कर सकते हैं या एम्पलीफायर का गेन कम कर सकते हैं वास्तव में इससे कई अन्य फायदे भी होंगे इसलिए यदि वे एक हाई पावर एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं तो इसे ठंडा करने की आवश्यकता होती है तो एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होगी तो अब वे उस विशेष कारण को बचा सकते हैं वास्तव में पावर की आवश्यकता कम हो जाती है इसका मतलब है कि अब उन्हें डीजल जनरेटर की आवश्यकता नहीं है वे इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं वे कार्बन क्रेडिट का भी दावा कर सकते हैं आप इस विशेष विवरण चीज़ को देख सकते हैं आप वास्तव में इस विशेष चीज़ पर क्लिक कर सकते हैं और आप मेरी रिपोर्ट भी देख सकते हैं लेकिन सेलुलर ऑपरेटर्स यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं घटी हुई पावर का नुकसान यह है कि अगर हम ट्रांसमिटेड पावर को कम करते हैं तो यह रेंज हम कहें यहाँ से यहाँ कम हो जाएगी तो फिर इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रेडिएशन नहीं मिलेगा तो सिग्नल नहीं होगा इसलिए उन्हें अधिक संख्या में लो पावर ट्रांसमीटर स्थापित करना होगा इसलिए यदि उन्हें अधिक संख्या में लो पावर ट्रांसमीटर स्थापित करना है तो निश्चित रूप से अधिक पैसे खर्च होंगे और यही कारण है कि ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं इसलिए पश्चिमी दुनिया की तरह वे बहुत कम पावर ट्रांसमिट करते हैं और उनके पास कम पावर रिपीटर्स हैं वही समाधान हमें अपने देश में अपनाना होगा और हमारे देश में इस अद्भुत टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रूप से तैनात करने का एकमात्र तरीका है इसलिए केवल यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि मैं सेल फोन और सेल टॉवर के बारे में अधिक बात करता हूं लेकिन कंप्यूटर आपके लैपटॉप AM FM टीवी टॉवर माइक्रोवेव ओवन से रिसाव वाई फाई रडार वह सब एक रेडिएशन है और ये सभी योगात्मक हैं वास्तव में मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि इसके अलावा ओवरहेड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें जो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज ले जाती हैं वास्तव में इन्हें WHO द्वारा वर्गीकृत किया गया है संभव कार्सिनोजेन 2002 में ही वास्तव में अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है वास्तव में कुछ नियम हैं कि यदि हाई पावर वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है तो 30 मीटर के भीतर कोई आवासीय भवन या कार्यालय भवन नहीं होना चाहिए हालांकि बढ़ती आबादी के साथ लोग इन हाई पावर वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के करीब हो रहे हैं और वे स्वास्थ्य समस्या का विकास कर रहे हैं इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए लोगों को भारत सरकार और दुनिया की सभी सरकारों को कठोर रेडिएशन मानदंड अपनाने के लिए एकजुट होना चाहिए और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इन स्लाइड्स को अपने सभी दोस्तों और जाने माने लोगों के साथ साझा करके जागरूकता पैदा करें और हम सभी को यह मांग करनी चाहिए कि एक सुरक्षित रेडिएशन होना चाहिए और आपको सिर्फ यह बताने के लिए स्वास्थ्य इस दुनिया के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है इसलिए हमें सुरक्षित रेडिएशन स्तर की मांग करनी चाहिए ताकि हम इस खूबसूरत तकनीक का आनंद ले सकें और फिर भी हम स्वास्थ्य समस्या का विकास न करें तो बहुत बहुत धन्यवाद अलविदा